यह लेक्चर 37 है आज हम सिस्टम ऑफ़ लीनियर एक्वेशन्स विषय पर चर्चा जारी रखेंगे लेकिन विशेष तौर पर आज हम इसे हल करने की तकनीक के बारे में पढ़ेंगे जो कि गाउस एलिमिनेशन मेथड है तो हम आज गाउस एलिमिनेशन मेथड के बारे में और हम देखेंगे कि कैसे इस चरणबद्ध एलिमिनेशन तकनीक का इस्तेमाल हल प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसी की मदद से हम कंसिस्टेंसी के बारे में भी देखेंगे यानी कि हल का अस्तित्व है या यह अस्तित्वहीन है यह भी हम इस तकनीक से पता लगा पाएंगे कि सिस्टम का हल एक मात्र है या फिर इसका कोई हल नहीं है यह सभी पहचान हम गाउस एलिमिनेशन मेथड द्वारा कर पाएंगे हमने पहले भी सिस्टम ऑफ़ लीनियर एक्वेशन्स के हल प्राप्त करने के मेथड देखे हैं जैसे कि डिटर्मिननेंट मेथड जो हमें पहले से ही पता है इसे हम क्रेमरस रूल Cramer's rule कहते हैं इस मेथड में हम डिटर्मिननेंट की मदद से हल प्राप्त करते है और हल प्राप्त करना तब मुमकिन होता है जब सिस्टम का एकमात्र हल ही होता है यानी कि जहां एकमात्र हल का अस्तित्व है वहीँ डिटर्मिननेंट मेथड को इस्तेमाल कर सकते है इस स्थिति में यह केवल कम वेरीअबलस वाले सिस्टम के लिए ही उपयोगी है हमने पहले भी एक मेथड और देखा हुआ है जो की है मैट्रिक्स इन्वरजन मेथड जहाँ इक्वेशनस को Ax बराबर bलिख कर इसका हल प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा तो इस Ax बराबर b को हम xA 1b लिख सकते है जब A 1 प्राप्त हो जाएगा तब हम उसे b से गुणा करेंगे और हमें x का मान प्राप्त हो जायेगा यानी कि जब हमें मेट्रिक्स A का इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा तो हम आसानी से इस सिस्टम ऑफ़ एक्वेशन्स का हल प्राप्त कर लेंगे आज जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं गाउस एलिमिनेशन मेथड यह मेथड व्यापक है ऐसे सिस्टम जिनके अनंत हल हो या फिर जिसका कोई हल नहीं होता के बारे में गाउस एलिमिनेशन मेथड से देख सकते हैं जकोबि और गाउस सिडेल मेथड एक इट्रेटिव मेथड है जो तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमारे पास बहुत से वेरीअबलस वाले सिस्टम ऑफ़ एक्वेशन्स दिया गया है तो हम यह इट्रेटिव मेथड तब इस्तेमाल करते है जब डेटेर्मिनेंट गाउस एलिमिनेशन और इन्वर्ज़न मेथड हल प्राप्त करने में असफल हो जाते है या फिर हल प्राप्त करने के लिए इन्हें बहुत लंबा वक्त लगता है तो पहले तीन मेथड डायरेक्ट मेथड की श्रेणी में आते हैं डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि सिस्टम ऑफ़ लीनियर एक्वेशन्स का सटीक हल इन मेथड से प्राप्त होता है जब कि इट्रेटिव मेथड से हमें अनुमानित हल ही प्राप्त होता है आज के लेक्चर में डायरेक्ट मेथड की श्रेणी के सबसे व्यापक मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो की गाउस एलिमिनेशन मेथड है इस तकनीक में कुछ एलीमेंट्री रो ऑपरेशन भी देखेंगे एलीमेंट्री रो ऑपरेशन से हमारा क्या तात्पर्य है जब हम मैट्रिक्स की रो i th और j th को आपस में अदल बदल देंगे तो इससे सिस्टम ऑफ़ एक्वेशन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सिस्टम ऑफ़ एक्वेशन्स से ही हम मेट्रिक्स A लिख रहे हैं मान ले की पहली रो को दूसरी रो से बदला गया है तो यह केवल एक तरह से पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के स्थान पर लिखने जैसा हुआ तो इससे हल में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है तो यह एलीमेंट्री रो ऑपरेशन है यानी कि किन्ही दो रो को आपस में अदल बदल सकते है दूसरा एलीमेंट्री रो ऑपरेशन होगा जिसमें i th रो को किसी भी गैर शुन्य संख्या लंबदा से गुणा करेंगे और यह एक तरह से इक्वेशन को किसी संख्या से गुणा करने जैसा हुआ इससे भी सिस्टम ऑफ़ एक्वेशन्स के हल में फर्क नहीं पड़ता है तो मेट्रिक्स के संदर्भ में यह Ri है जो कि i th रो लंबदा गुणा Ri बन गई है तो हमने Ri में केवल गैर शुन्य संख्या लंबदा से गुणा किया है लंबदा गुणा j thरो जमा i th रो यह भी एक एलीमेंट्री रो ऑपरेशन है यहां भी गैर शुन्य लंबदा से गुणा किया गया है क्योंकि अगर लंबदा शुन्य है तो असल में हम Riमें कुछ भी जमा नहीं कर रहे हैं तो यह लंबदा गुणा j thरो जमा i thरो ऑपरेशन के बाद हम Ri को इस तरह से लिख सकते हैं RiλRj यानी कि Rj जमा Ri R मतलब रो तो i th रो में लंबदा गुणा j thरो जमा i th रो अब नयी Riबन जाएगी तो यह एलीमेंट्री रो ऑपरेशन है जो हम इस गाउस एलिमिनेशन मेथड में इस्तेमाल करेंगे अब हम आसान से उदाहरण से इसको विस्तार से समझते हैं हम अगले कुछ लेक्चरस में इस मेथड सम्बंधित कुछ और सामान्य उदाहरण भी देखेंगे यहाँ तीन इक्वेशन दिए गए हैं x1x2x34 2x13x2x37 x12x23x39 तो पहले हम इन इक्वेशनस को मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे और फिर यह दायीं ओर के वेक्टर से ऑग्मेंट करेंगे यानी कि इक्वेशन की यह दायीं ओर की संख्याओं 4 7 9 से ऑग्मेंट करेंगे तो यहां मूल रूप से गाउस एलिमिनेशन मेथड में बायीं ओर भी सीधे इक्वेशन की सहायता से ही लिख लेंगे गाउस एलिमिनेशन मेथड ज्यादा पेचीदा नहीं है यह समझने में बहुत ही आसान मेथड है इसमें केवल वेरीअबलस को चरणबद्ध तरीके से हटाना होता है यहां पहले चरण में इक्वेशनस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रूप में लिखना होगा यह घटक मेट्रिक्स A है इस सिस्टम ऑफ़ एक्वेशन्स को Ax बराबर b के रूप में लिखेंगे यहाँ यह वेक्टर b है जो कि इस स्थिति में 4 7 9 है हमारे पास इस सिस्टम ऑफ़ एक्वेशन्स के बारे में सारी जानकारी है जो मेट्रिक्स A और b के लिए जरूरी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमे केवल इन दोनो को इकठ्ठा लिखना होता है यह मेट्रिक्स A 1 1 1 2 3 1 1 2 3 है इसे वेक्टर b से ऑग्मेंट करते है यानी की इस अतिरिक्त कॉलम 4 7 9 से इस मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते है तो हम यहाँ क्या करेंगें हम इक्वेशन की बायीं ओर को मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे और इसे हम गाउस एलिमिनेशन तकनीक से हल करेंगे इक्वेशन 1 की सहायता से इक्वेशन 2 से x1 वेरीअबल को हटाने का प्रयास करेंगे तो असल में हम क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 को 2 से गुणा करेंगे और फिर इसे इक्वेशन 1 से घटाएंगे R2R2 2R1 R3R3 R1 x1x2x34 x2 x3 1 x22x35 b4 1 5 R3R3 R2 x1x2x34 x2 x3 1 3x36 b4 1 6 Solution x32 x2 121 x14 1 21 अब आगे देखेंगे यह रेड्यूस्ड सिस्टम है या फिर इसके अनुरूप ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स है तो यह स्टेप हमें गाउस एलिमिनेशन मेथड में शुरुआत में करना पड़ता है और फिर इसे इस रूप में रेड्यूस करना होता है जिसे एशलों फ़ॉर्म कहा जाता है इस एशलों फ़ॉर्म के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे b4 1 6 तो हमें यह देखना होगा कि हमने एशलों फ़ॉर्म प्राप्त कर ली है या नहीं एशलों फ़ॉर्म के लिए यह स्टेप जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए यहाँ कुछ गैर शुन्य है बाकी सभी शुन्य हैं और यहां पर भी सभी शुन्य है तो यह सिस्टम की एशलों फ़ॉर्म है तो एक बार एशलों फ़ॉर्म तक पहुँच जाएंगे तो इसका हल प्राप्त करना आसान होगा पहले हम इक्वेशनस की सहायता से देखते हैं कि हल क्या होगा आखिरी इक्वेशन से हम सीधे तौर पर x3 लिख पाएंगे x32 x2 1x31 x14 x2 x31 इसे गाउस एलिमिनेशन मेथड के संदर्भ में बैक सब्स्टिटूशन कहेंगे तो यह तीसरा स्टेप था पहले स्टेप में इनको ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते है जिसमें दाएं हाथ की ओर के वेक्टर को ऑग्मेंट करते है दूसरा स्टेप था इसे एशलों फॉर्म में रो ऑपरेशंस की सहायता से रिड्यूस करना और आखिरी स्टेप था इसे बैक सब्सिट्यूट करना जहाँ हमें इस सिस्टम का हल प्राप्त हो जाएगा बैक सब्स्टिटूशन यहाँ नीचे से शुरू होती है जहाँ 3x3 बराबर है 6 के हमें यह हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके अनुरूप हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यहाँ 3x3 बराबर 6 का मतलब है x3 बराबर 2 अब चूँकि हमें x3 प्राप्त हो चुका है तो हम बैक सब्सिट्यूट कर कर ऊपर की ओर बढ़ कर बाकी के अज्ञात प्राप्त कर सकते है इस इक्वेशन की सहायता से हमें x 2 प्राप्त होगा यानी कि x2 1x31 तो जब एशलों फ़ॉर्म प्राप्त हो जाएगी तो आसानी से हम बैक सब्सीट्यूशन से हल प्राप्त कर लेंगे यहाँ कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है और हम इन्हें अगले लेक्चर में फिर से देखेंगे यहाँ हमें सिस्टम का एकमात्र हल प्राप्त हुआ है इस सिस्टम का हल है 1 1 2 और यह असल में एकमात्र हल है क्यूँकि हमें कोई और हल प्राप्त नहीं हुआ है अब हम पाइवट एलिमेंट को परिभाषित करेंगे यह इस पहली रो या पहले कॉलम में जो यह संख्या है उसे पाइवट एलिमेंट कहते है पाइवट एलिमेंट ग़ैर शून्य होतीं हैं और इसके नीचे सब शून्य होता है अब हम अगले रो और अगले कॉलम को देखते है तो यह संख्या फिर से पाइवट है क्यूँकि इसके बायीं ओर शून्य है और इस सब मैट्रिक्स में भी सभी शून्य है अब आगे बढ़ते है तो यहाँ यह संख्या भी पाइवट है क्यूँकि यह ग़ैर शून्य है और इसके बायीं ओर भी सब शून्य है और यहाँ नीचे कुछ नहीं है क्यूँकि यह 3x3 का मैट्रिक्स है तो इस तरह की यह ग़ैर शून्य संख्या पाइवट कहलाती है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अब हम सिस्टम की कन्सिस्टेन्सी के बारे में बात करेंगे हल का अस्तित्व होना या अस्तित्वहीन होना तो यहां हमें कितने पाइवट मिलते हैं यह एक यह दो और यह तीन पाइवट है तो इस सिस्टम में तीन पाइवट है यानी कि इस ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स में तो पाइवट की संख्या और अज्ञात की संख्या बराबर है यहाँ कितने अज्ञात है तीन अज्ञात है x1 x2 x3 जब पाइवट की संख्या बराबर है अज्ञात की संख्या के तब हमें एकमात्र हल प्राप्त होगा क्योंकि पाइवट की संख्या अज्ञात की संख्या के बराबर है या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि हर कॉलम एक अज्ञात से संबंधित है तो पहला कॉलम x1 से संबंधित है दूसरा x2 से संबंधित है और तीसरा x3 से संबंधित है याद करें सिस्टम को Ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकते हैं कहने का मतलब यह है कि इस गुणन को इस कॉलम 1 0 0 को गुना x1 और यह दूसरा कॉलम गुना x2 और फिर यह तीसरा कॉलम गुना x3में लिखा जा सकता है पहला कॉलम x1 से संबंधित है यह वाला x2 से और यह वाला x3 से यहां हर कॉलम में एक पाइवट है यानी कि अगर हर कॉलम में एक पाइवट है तो सिस्टम का एकमात्र हल प्राप्त होता है असल में एकमात्र हल प्राप्त करने के लिए हर कॉलम में एक पाइवट होना जरूरी है पाइवट के बारे में और जानकारी हम आगे के लेक्चर्स में प्राप्त करेंगे यहाँ इस सिद्धांत का यह केवल एक बुनियादी परिचय है और यहां पर हम केवल 3 बाय 3 मैट्रिक्स को ही ध्यान में रख रहे हैं आगे के लेक्चर्स में हम पाइवट और एशलों फॉर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे जहां b4 7 9 तो यह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह का रूप लेती है और कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि हमने पहले विस्तार से बताएं हैं को इस्तेमाल करके यह प्राप्त करते है यहां हमने कुछ बहुत ही छोटे बदलाव किए हैं जिससे कि इस एलिमेंट जो की पहली रो में है को 0 बना दिया जाए यानी की दूसरी रो से पहली रो का दोगुना घटाएंगे यह यहां पर लिखा गया है R2R2 2R1तथा R3R3 R1 4 1 5 R3R3 R2 4 1 6 इसे एशलों फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमें पता चला है कि दिया गया सिस्टम इनकंसिस्टेंट है यानी कि इसका कोई भी हल नहीं है तो केवल एशलों फॉर्म में इसको बदलने पर हमें यह पता चल जाता है कि सिस्टम का हल है या नहीं क्योंकि हमें यह आखिरी इक्वेशन में 0 बराबर 6 प्राप्त हुआ है इसका निरीक्षण करने पर हमें यह पता चलता है कि दिए गए सिस्टम का कोई भी हल नहीं है यानी कि अगर पाइवटस की टर्म्स में देखा जाए तो जो दाएं ओर का कॉलम है उस में पाइवट है इस दूसरे रो में पाइवट है यानी कि इस दूसरे कॉलम में पाइवट है और यह तीसरे कॉलम में कोई भी पाइवट नहीं है क्योंकि यहां पर यह शून्य है पाइवट का गैर शुरू होना जरूरी है लेकिन अगर यह देखें तो यहां पर इसे पाइवट होना चाहिए था क्योंकि इसके बाईं ओर के सभी एलिमेंट्स शुन्य है तथा इसके नीचे कुछ भी नहीं है लेकिन यह एलिमेंट शुन्य है यहाँ सबसे दायीं ओर के कॉलम में पाइवट है तो यह है इनकंसिस्टेंसी यानि कि सिस्टम का कोई भी हल नहीं है क्योंकि यहां सबसे दायीं ओर के कॉलम में पाइवट है जो कि नहीं होना चाहिए था यह मुख्य मैट्रिक्स में होना चाहिए था लेकिन यह सबसे दायीं ओर के कॉलम में है जोकी वेक्टर b से संबंधित है जब कोई हल प्राप्त नहीं होता और इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तब हल का अस्तित्व नहीं है अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें पिछले उदाहरण से थोड़ा सा ही बदलाव किया गया है b4 7 3 यहां पर हम वही ऑपरेशन करेंगे यानी कि R2R2 2R1 and R3R3 R1 क्योंकि यहां पर हमारा उद्देश्य इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से x1 को हटाना है 4 1 1 इस तरह से करने के बाद हमें यह प्राप्त हुआ है और उसके बाद इस एलिमेंट को हटाना के लिए फिर से वही ऑपरेशन लगाएंगे यानी कि रो 3 से रो 2 को घटाएंगे 4 1 0 अब यह पिछली स्थिति से अलग है अब यहां हमें इस तरह का कोई इक्वेशन नहीं प्राप्त हुआ है जहां 0 बराबर 6 है इस में हमें आखरी रो बराबर 0 प्राप्त हुई है तो यह 0 बराबर 0 है तो यहां कोई दिक्कत नहीं है यानी कि हमें आखिरी कॉलम में कोई पाइवेट एलिमेंट नहीं प्राप्त हुआ है हमे पहले से ही पता है की पाइवट एलिमेंट वेक्टर और मैट्रिक्स के गुण जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ यह पाइवेट एलिमेंट है अब अगर हम दायीं ओर देखें तो यहां कोई भी पाइवट नहीं है पाइवट के लिए इसे जीरो होना पड़ेगा इसके बायीं ओर और इसके नीचे सब कुछ शून्य होना चाहिए तो यह यहाँ पर पाइवट है अब हम कॉलम 3 और रो 3 पर जाएंगे जहां कोई भी पाइवट एलिमेंट नहीं है और यहां पर सबसे दायीं ओर के कॉलम में भी पाइवट नहीं है यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है मतलब कि हमारे पास इस सिस्टम का हल है और इस स्थिति में जब सिस्टम कंसिस्टेंट है और पाइवट की संख्या अज्ञात की संख्या से कम है जो कि यहां पर स्थिति है यहाँ दो पाइवट है और तीन अज्ञात है यह स्थिति अनंत हल की है क्यूंकि एकमात्र हल में पाइवट की संख्या अज्ञात की संख्या के बराबर होती है इस स्थिति में हमारे पास अनंत हल है अब इसे हल करने का एक बहुत ही चरणबद्ध तरीका है तो अनंत हल प्राप्त करने के लिए हम चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे इस कॉलम में पाइवट है इस कॉलम में भी पाइवट है लेकिन यह तीसरे कॉलम में पाइवट नहीं है यह वाला कॉलम x1 से संबंधित है यह वाला x2 से तथा यह वाला x3 से संबंधित है क्योंकि यह x3 से संबंधित है और इस तीसरे कॉलम में पाइवट नहीं है तो हम इस अज्ञात x3को फ्री वेरिएबल कहेंगे क्योंकि यह x3 से संबंधित है और इस कॉलम में पाइवट नहीं है फ्री का मतलब है जो भी मान हम मानना चाहते है मान सकते हैं तो यहां पर अब हम अनंत हल के बारे में विचार करेंगे क्योंकि यह फ्री वेरिएबल है तो हम इसे कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पाइवट की संख्या अज्ञात की संख्या से कम है क्यूंकि यहाँ पाइवटस की संख्या दो है और अज्ञात की संख्या तीन है और फ्री वेरिएबल की संख्या एक है क्योंकि यहाँ x2से संबंधित पाइवट है लेकिन x3से संबंधित पाइवट नहीं है तो यह फ्री वेरिएबल है फ्री वैरियेबल्स की संख्या है n माईनस r है जहां n कॉलम की संख्या है जो कि मुख्य मैट्रिक्स में है या फिर अज्ञात की संख्या और यह r पाइवट की संख्या है तो अब हमारे पास क्या है हमारे पास एक सिस्टम है जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है और x3 वेरिएबल जो की एक फ्री वेरिएबल है और इसे कोई भी वास्तविक संख्या मान सकते हैं और जब हम x3को एक वास्तविक संख्या मान लेंगे तो इक्वेशन 2 की सहायता से हमें x 2 प्राप्त हो जाएगा क्योंकि यह एक दूसरे पर आश्रित वेरिएबल है x1 x2 x3 5 1 0 α 2 1 1 x3α x2 1α x15 2α तो यह Ax0 का हल है और यह नल्ल स्पेस है इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे लेकिन यह जान लें की Ax0 के हल का सेट एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर है यह हमें स्पष्ट हो जायेगा जब इस हल को हम लिखेंगे इसमें दो भाग है एक जो बिना अल्फा के हैं और एक जो अल्फा के साथ है और यह वाला भाग 2 1 1 यह Ax0को संतुष्ट करता है और अगर यह Ax0 को संतुष्ट करता है तो यह इसका अल्फा से गुना वेक्टर भी Ax0 को संतुष्ट करेगा क्योंकि अल्फा एक स्थिर संख्या है यानी कि अगर x Ax0को संतुष्ट करता है तो अल्फा x भी Ax0 को संतुष्ट करेगा तो यह Ax0 का हल है क्योंकि हर अल्फा के लिए इसके अनंत हल है अल्फा को चाहे 1 लें 2 लें चाहे 15 लें इसे कुछ भी ले सकते हैं तो यह है Ax0 का हल और इस नल्ल स्पेस के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे असल में नल्ल स्पेस केवल Ax0 के हल का सेट है यह वाला स्थिर भाग है यानी कि बिना अल्फा वाला भाग दिए गए सिस्टम Ax बराबर b का हल है यह 5 1 0 दिए गए सिस्टम को संतुष्ट करता है और यह 2 1 1 या फिर इसका किसी भी संख्या से गुणा वेक्टर Ax0 को संतुष्ट करता है यानी कि दिए गए सिस्टम के संदर्भ में होमोजेनियस सिस्टम ऑफ़ इक्वेशन को होमोजेनियस सिस्टम का मतलब यह की अगर यह दायीं ओर 0 है यह बहुत ही खास स्ट्रक्चर है इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में विस्तार से पढ़ेंगे इस x को xpलिख सकते हैं यह पर्टिकुलर सलूशन है दिए गए सिस्टम का जमा यह होमोजेनियस सिस्टम का हल है हम आसानी से देख सकते हैं कि 2 1 1 होमोजेनियस सिस्टम को संतुष्ट करता है यह इन तीनों इक्वेशनस को संतुष्ट करता है और इस हल को किसी संख्या से गुणा करने पर भी इसके हल में फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहां दायीं ओर शून्य है यह वाला भाग पर्टिकुलर सलूशन है जो कि Ax बराबर b को संतुष्ट करता है बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो यहां हमने एलिमिनेशन तकनीक के बारे में पढ़ा और विशेष तौर पर ऐशलों फॉर्म के बारे में जो हमने 3 बाय 3 सिस्टम में देखा ऐशलों फॉर्म के आधार पर हम हल के बारे में बात कर सकते हैं और हल के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट रूप के बारे में भी दिए गए सिस्टम का एकमात्र हल अनंत हल या कोई भी हल प्राप्त नहीं होना इन सभी स्थितियों के बारे में ऐशलों फॉर्म की सहायता से हम विचार कर सकते हैं यह सन्दर्भ सामग्री का उल्लेख है जिन्हे लेक्चर तैयार करने में इस्तेमाल किया गया है धन्यवाद